इस पाठ में और निम्नलिखित में से कुछ पाठों में हम एक बहुत ही उपयोगी सर्किट ब्लॉक को देखते है जिसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ऑप एम्प के रूप कहा जाता है यह वास्तव में एक नियंत्रण स्रोत है लेकिन जब इसे ऑप एम्प की तरह प्रयोग किया जाता है तो इसमें कुछ गुण होते है जो इसे बहुत उपयोगी बनाता है और यही कारण है कि इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसलिए हम कुछ ऑप एम्प सर्किट को देखने जा रहे है और यह भी देखने जा रहे है कि सामान्य रूप से op amp सर्किट का विश्लेषण कैसे करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अक्सर ऑप एम्प के रूप में संक्षिप्त किया जाता है तो यह क्या है इसे इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसमें दो इनपुट होते है यदि आप मानते है कि यहाँ कुछ रेफरेन्स नोड है तो हमारे पास V1 और V2 है यह दो इनपुट है इसका मतलब है कि V1 इस बिंदु और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है V2 उस बिंदु और ग्राउंडके बीच का वोल्टेज है और V0 उस बिंदु और ग्राउंड के बीच है और V0 यह A0 है तो आमतौर पर V1 और V2 के बीच के इस अंतर को Vd के रूप में दर्शाया जाता है तो V0 केवल अपने इनपुट के बीच अंतर वोल्टेज पर निर्भर है तो यही है एक ऑप एम्प अब इस परिभाषा को देखते हुए आप में से कई लोगों के लिए यह स्पष्ट होगा कि यह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत के अलावा और कुछ नहीं है यह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत ऐसा है कि इसके टर्मिनल के बीच नियंत्रण वोल्टेज Vd और नियंत्रण स्रोत A0 गुना Vd और इन नियंत्रण स्रोतों के टर्मिनल में से एक है जैसा कि मैंने यहां दिखाया है नीचे का टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा है जो कि सामान्य रेफरेन्सवोल्टेज है और यह आंतरिक रूप से ऑप एम्प में होता है यह कोई कनेक्शन नहीं है जो आप बनाते है तो ये तीन टर्मिनल आपके लिए उपलब्ध हैं एक टर्मिनल को से दर्शाया जाता है दूसरे को द्वारा दर्शाया जाता है और यह आउटपुट है तो यह टर्मिनल है इसे अंदर चिह्नित किया गया है यह टर्मिनल है इसे अंदर चिह्नित किया गया है और वह आउटपुट टर्मिनल है तो यह एक ऑप एम्प है यह एक वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है तोएक सामान्य वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत से एक ऑप एम्प को क्या अलग करता है मुद्दा यह है कि यह A0 बहुत बड़ा माना जाता है तो ऑप एम्प एक वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है जिसमें बहुत अधिक गेन होता है बहुत अधिक संदर्भ पर निर्भर करता है यह हो सकता है कि किसी संदर्भ में 100 काफी बड़ा हो या कुछ मामलों में आपको एक मिलियन की आवश्यकता हो तो बात यह है कि यह बहुत बड़ा है वास्तव में अक्सर हम A0 के अनंत होने के सीमित मामले को लेते है और निम्नलिखित में से किसी एक पाठ में हम उस मामले को देखेंगे जब A0 अनंत है तो हम इससे क्या कर सकते है इसका क्या मतलब है तो यह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है इसका मतलब है कि यह वोल्टेज ग्राउंड के संबंध में V1 है यह V2 है अब हमारे लिए एक बहुत बड़े गेन के साथ वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत होने का क्या मतलब है इसका अर्थ है कि यदि V1 V2 इसका अर्थ है कि यह V1 V2 पॉजिटिव है या यह Vd पॉजिटिव है इसलिए यदि V1 V2 से अधिक है तो इसका मतलब है कि आउटपुट V0 यह वोल्टेज स्ट्रॉन्ग्ली पॉजिटिव रूप से संचालित होता है क्योंकि कम पॉजिटिव अंतर के लिए A0 बहुत बड़ा है इसलिए आपके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटपुट होगा इसलिए अभी के लिए मैं इसे आउटपुट V0 के रूप में वर्णित करूंगी जो स्ट्रॉन्ग्ली पॉजिटिव है इसी तरह यदि V1 V2 से छोटा है तो यह अंतर V1 V2 0 यह Vd 0 और आउटपुट V0 स्ट्रॉन्ग्ली नेगेटिव है तो यह ऑप एम्प की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और हम इसका उपयोग ऑप एम्प सर्किट के बहुत उपयोगी वर्ग को महसूस करने के लिए करेंगे जो नेगेटिव फीडबॅक पर आधारित है तो नेगेटिव फीडबॅक का क्या अर्थ है सबसे पहले फीडबॅक का मतलब है कि आप किसी तरह आउटपुट को ड्राइव करते है आउटपुट को देखने के बाद कुछ वांछित मूल्य के साथ इसकी तुलना करते है और कुछ गणना करते हैफीडबॅक का यही अर्थ है फीडबैक का मतलब है आप आउटपुट को देखते है इससे पहले कि आप इसे बदलने के लिए कुछ करें इसके विपरीत ओपन लूप कंट्रोल है जहां आप आउटपुट को देखे बिना इनपुट को किसी चीज़ पर सेट करते है तो मैं आपको कार चलाने का एक उदाहरण दूंगी एक ओपन लूप कंट्रोल तब होता है जब मान लें कि आपके पास स्पीडोमीटर बिल्कुल नहीं है आपके पास स्पीडोमीटर के बिना कुछ अजीब वाहन है आपके पास गति का कुछ अस्पष्ट विचार है जिस पर आप जाना चाहते है और फिर उसके लिए मान लीजिए आप एक्सेलरेटर को कुछ हद तक नीचे दबाते है अब आपको पता नहीं है कि गति क्या है आपको बस वही मिलता है जो वाहन आपको देता है यदि आप एक्सेलरेटर को नीचे दबाते है तो यह निश्चित गति देगा और यह वाहन के गुणों पर निर्भर करेगा हो सकता है सड़क घर्षण एक्सेलरेटर और सब बस इतना ही अब इसके विपरीत क्लोज्ड लूप कंट्रोल वह है जिससे आप वास्तव में गति माप रहे है यानी सामान्य चीज जहां आपके पास स्पीडोमीटर होता है जो आपको बताता है कि वाहन किस गति से जा रहा है तो आप स्पीडोमीटर को देखते है और फिर आप एक्सेलेरेटर में समायोजन करते है आप समायोजित करते है कि आप कैसे दबाएंगे ताकि यह वांछित गति से चले मान लीजिए कि 50 किलो मीटर प्रति घंटा से चले तो स्पष्ट रूप से इस मामले में आप आउटपुट को देख रहे है यह दूसरा मामला है जब आप आउटपुट को देख रहे है आप फीडबैक में काम कर रहे है जबकि पहले मामले में जहां आपको पता नहीं था कि गति क्या है आप बस एक्सेलेरेटर को आधा नीचे दबाते है यहां आप ओपन लूप सिस्टम में है अब यह बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास फीडबैक है तो आप एक ओपन लूप सिस्टम की तुलना में गति को अधिक सटीक रूप से सेट कर सकते हैं यह नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को साकार करने की प्रेरणा है हमारे मामले में हम एक एम्पलीफायर कहना चाहते है इसलिए मेरे मामले में मैं नेगेटिव फीडबैक का उपयोग करके एक एम्पलीफायर बनाना चाहती हूं मैं V0 को k गुणा Vi के बराबर सेट करूंगी मैं बस इस संबंध को फिर से लिखूंगी क्योंकि V0 बटा k Vi के बराबर होना चाहिए अब ऑप एम्प कैसे मेरी मदद करता है मैं जो करूंगीवह निम्नलिखित है IsenseV0 k मैं इसे कैसे करूंगी मैं इसे आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी यदि Vi V0k से अधिक है तो मैं V0 को बढाती हूं V0 मेरा आउटपुट है जिसे मैं नियंत्रित करना चाहती हूं जबकि Vi इनपुट है इसलिए यदि Vi V0k से अधिक है इसका मतलब है कि V0 बहुत छोटा है इसलिए मैं इसे आगे की ओर बढ़ाऊंगी ताकि यह सही दिशा में चले और यदि Vi V0k से छोटा है तो मैं V0 को नीचे की ओर बढ़ाऊंगी यानी कम करूंगी तो अगर Vi V0k से कम है तो इसका मतलब है कि Vo बहुत अधिक है इसलिए मुझे इसे कम करना होगा इससे पहले मैंने ऑप एम्प को कुछ ऐसा बताया है जो आउटपुट को पॉजिटिव की ओर ले जाता है यदि Vd 0 से अधिक है और नेगेटिव की ओर ले जाता है यदि Vd 0 आप देखते है यह अनिवार्य रूप से वह पूरा करता है जिसे हम यहां ढूंढ रहे है तो ऑप एम्प जो बहुत अधिक गेन के साथ वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है का उपयोग इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए किया जा सकता है तो मैं यह कैसे करूँ ऑप एम्प का आउटपुट V0 होना चाहिए और यदि Vi V0 k से अधिक है तो आउटपुट V0 पॉजिटिव की ओर बढना चाहिए तो मुझे एक टर्मिनल पर Vi और दूसरे टर्मिनल पर Vok अप्लाई करना होगा तो इस पोलेरिटी के साथ ऑप एम्प Vi V0 k के लिए प्रतिक्रिया देगा मेरा डिफरेंस इनपुट वोल्टेज Vd Vi V0 k है और इसी तरह यदि Vi V0 k से कम होता है तो ऑप एम्प V0 को नीचे खींचेगा यह इसे नेगेटिव की ओर ले जायेगा तो ठीक यही हम चाहते है सर्किट को पूरा करने के लिए हमें केवल एक चीज की जरूरत है कि हमें किसी तरह यह V0 k प्राप्त करना है जो कि V0 का अंश है याद रखें हम एक एम्पलीफायर बना रहे है इसलिए इस मामले में K 1 से अधिक है इसलिए V0 k V0 से कम है अब एक बड़े वोल्टेज से एक छोटा वोल्टेज प्राप्त करना बहुत आसान है आप एक रेसिस्टिव डिवाइडर का उपयोग करके ऐसा कर सकते है इसलिए अगर मुझे इस तरह से रेसिस्टिव डिवाइडर बनाना है जहां ऊपरी रेसिस्टर गुना निचला रेसिस्टर है तो मुझे यहां जो वोल्टेज मिलता है वह V0 k होता है ताकि मैं वहां ले जाऊं और कनेक्ट करूं जहां मैं V0 k चाहती थी तो इस तरह मेरा सर्किट पूरा होता है मैं सर्किट को इस कल्पना से प्राप्त करती हूं कि यदि Vi V0 k से अधिक है तो मुझे V0 को आगे की ओर बढना चाहिए और यदि Vi V0 k से कम है तो मुझे V0 को नीचे की ओर बढना चाहिए मेरे पास एक ब्लॉक ऑप एम्प है जो वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है जो बहुत अधिक गेन के साथ है जो आउटपुट को आगे की ओर या नीचे की ओर बढ़ाने का काम करता है इसलिए मैंने इसे इस तरह प्राप्त किया है अब हम अपने सर्किट विश्लेषण सिद्धांत का उपयोग यह देखने के लिए कर सकते है कि वास्तव में यह क्या करता है अभी मैंने इसे कुछ अंतर्ज्ञान और नेगेटिव फीडबैक के आधार पर प्राप्त किया है लेकिन हम विश्लेषण के अपने ज्ञान का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते है कि यह क्या करता है प्रारंभ में यदि आप ऑप एम्प प्रतीक के साथ थोड़ा भ्रमित है तो आप नियंत्रण स्रोत प्रतीक के साथ स्थानापन्न कर सकते है यह A0 Vd है और यह वोल्टेज Vd है मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है यदि ऑप एम्प को नियंत्रण स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो ऑप एम्प के तीन टर्मिनल यहां हैं यहां और वहां है बहुत ही सरल सर्किट का विश्लेषण किया गया है यहां आउटपुट वोल्टेज V0 A0 Vd है और Vd अज्ञात है लेकिन Vd अब Vi V 0 k है तो यहाँ यह अंतर Vi V0 k है तो आउटपुट वोल्टेज V0A0 Vd है जो कि A0 Vi V0 k है इसलिए V0 वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाने पर मुझे यह अनुपात मिलता है V0 Vi A0 1 A0 k जिसे k 1 k A0 के रूप में भी लिखा जा सकता है अब मैं क्या चाहती थी मेरा मूल लक्ष्य एम्पलीफायर को बनाना है जिसका गेन k हो इसका मतलब है कि वांछित फंक्शन V0 Vi k है अब जो मेरे पास है वह ठीक यह नहीं है बल्कि वह है लेकिन निरीक्षण से आप देखते है कि यह लगभग k के बराबर होगा यदि kA0 एक से बहुत छोटा है तो यह वह जगह है जहाँ A0 का महत्व बहुत बहुत बड़ा होता है ऑप एम्प का गेन A0 बहुत ज्यादा होता है तो यह k A0 1 से बहुत छोटा है यदि k कुछ मामूली मूल्य है मान लें कि A0 1 मिलियन है और आपका k 100 है तो k A0 1 10000 जो कि 1 कि तुलना में बहुत बहुत छोटा मान है तो उस स्थिति में इस एम्पलीफायर का गेन V0 Vi जो k 1 k A0 है इसे k द्वारा अनुमानित किया जा सकता है यह सही है अगर ऑप एम्प का गेन A0 बहुत बड़ा है तो यही कारण है कि हमें ऑप एम्प में बहुत बड़े गेन की आवश्यकता है इस एम्पलीफायर का गेन k है जो केवल रेसिस्टर्स के अनुपात पर निर्भर करता है यह इस रेसिस्टर और उस रेसिस्टर पर निर्भर करता है तो यह एक ऑप एम्प का उपयोग करके नेगेटिव फीडबैक का उपयोग करने वाला एक एम्पलीफायर है और यह हमें फीडबैक कंट्रोल एम्पलीफायर देता है जिसका गेन k के बहुत करीब है तो इस सर्किट पर कुछ त्वरित टिप्पणियाँ मैंने प्रतिरोध मान निर्धारित किए है ऊपर वाला रेसिस्टर R है निचला वाला R है और इसका वास्तविक गेन k 1 k A0 है जहां A0 ऑप एम्प का गेन है इसका मतलब है कि यदि यह डिफरेंसवोल्टेज Vd है तो आउटपुट V0 A0 गुना Vd का होगा और यदि A0 बहुत बहुत बड़ा है तो यह गेन k द्वारा अनुमानित है यह है यदि A0k एक से बहुत अधिक है तो उस स्थिति में डिनोमिनेटर लगभग 1 हो जाता है और गेन सिर्फ k होता है यह विशेष सर्किट एक क्लासिक ऑप एम्प सर्किट है जिसे नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में जाना जाता है और बहुत बार आप इसे पाठ्यपुस्तकों में प्रतिरोधों के लिए थोड़ा अलग संकेतन के साथ देखते है इसे R2 और R1 कहा जाता है सर्किट बिल्कुल समान है तो R2 R1 और कुछ नहीं है इस प्रतिरोधक का अनुपात उस प्रतिरोधक से है जो कि है इसलिए जब मैं दो रेसिस्टर्स को R2 और R1 के रूप में निरूपित करती हूं तो इस नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन V0 Vi है वही सूत्र सही है केवल एक चीज है कि मैं K को R2 और R1 के संदर्भ में व्यक्त करुँगी तो इससे हम स्पष्ट रूप से देखते है कि k यह 1 R2 R1 है इसलिए गेन 1 R2 R1 गुणा 11 R2 R1 बटे A0 है जो लगभग 1 R2 R1 के बराबर है यदि ऑप एम्प गेन A0 बहुत बड़ा है आप में से कुछ जो ऑप एम्प सर्किट से परिचित है पहले से ही इस सूत्र से परिचित होंगे मैंने आपको दिखाया है कि यह नेगेटिव फीडबैक सर्किट कैसे प्राप्त होता है यह आउटपुट के एक अंश को महसूस करने इनपुट से तुलना करने और डिफरेंस के आधार पर आउटपुट को ऊपर या नीचे बढ़ाने के आधार पर संचालित होता है